आज के सत्र में आपका स्वागत है आज हम इंजीनियरिंग की भूमिका इसलिए आज का मॉड्यूल के लिए परमाणु हथियार विकसित करना नैतिक है फिर हम इसे परमाणु हथियारों पर परमाणुवाद परमाणु शक्ति के दृष्टिकोण से परमाणु विज्ञान और परमाणु हथियारों के सिद्धांत पर उपयोगितावाद के विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश करेंगे और इसलिए हम प्रत्येक के साथ इंजीनियरों की भूमिका और इसके संबंध में नैतिक मुद्दों पर जोर देने के साथ अलग अलग चर्चा करेंगे इसलिए हम आज समझते हैं जैसे दुनिया के सभी देश आज परमाणु राज्य बनने के इच्छुक हैं यह उनकी अपनी स्वतंत्रता के लिए है साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा और ऐसी स्वतंत्रता के साथ साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से निर्भरता से मुक्ति है इसलिए देश की आवश्यकता और परमाणु राज्यों के रूप में उभरने की उनकी आकांक्षा ने नैतिकता की एक नई शाखा का नेतृत्व किया है जिसे हम परमाणु नैतिकता कहते हैं इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर विवरणों पर चर्चा करना शुरू करें हमें इसे फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए हमने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और संबंधित जिम्मेदारियों पर चर्चा की जो दूसरों के लिए अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है सकारात्मक अर्थ या इसका उपयोग नकारात्मक अर्थ में भी किया जा सकता है तो यह लोगों के मूल्यों और गुणों पर बहुत कुछ निर्भर करता है राष्ट्र की संस्कृति हो सकती है राष्ट्र के मूल्य और बहुत सारे आत्म अनुशासन और आत्म क्षमता यह देखने के लिए कि हम इस विशाल शक्ति का उपयोग कैसे कर रहे हैं जो परमाणु हथियार हमें दे रहे हैं इसलिए इस संदर्भ में हम पूरी चर्चा देखेंगे और शायद इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे इसलिए परमाणु नैतिकता नैतिकता की एक उभरती हुई शाखा है जो परमाणु सिद्धांतों परमाणु हथियारों के नियंत्रण परमाणु निरस्त्रीकरण या नैतिक सिद्धांतों या नैतिक व्यवहार के लेंस के माध्यम से परमाणु शक्ति की बात करती है हम देखेंगे और कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनका क्या मतलब है परमाणु युद्ध यह एक प्रकार का संघर्ष है जिसके कारण सामूहिक विनाश होता है जिसमें परमाणु हथियारों का उपयोग देश द्वारा दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है इसलिए परमाणु हथियारों का उपयोग क्यों किया जाता है क्योंकि परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार हैं बहुत कम समय में बहुत व्यापक नुकसान पहुंचा सकते हैं और युद्ध के परिणामस्वरूप लंबे समय तक स्थायी प्रभाव हो सकते हैं तो थोड़े समय के भीतर विनाश लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रेडियोलॉजिकल प्रभाव इसलिए यह एक हथियार और सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में बहुत मजबूत है इसलिए यह युद्ध को रोकने के लिए उपयोग करने की एक रणनीति है तो वह परमाणु निवारण कहलाता है इसलिए जब हम परमाणु निवारण की बात करते हैं यह युद्ध को रोकने के लिए एक रणनीति है जो पहले उपयोगकर्ता सिद्धांत के औचित्य का अनुसरण करती है जिसमें कहा गया है कि देश को अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए सशस्त्र हमले की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है इसलिए यह तब है जब आप परमाणु निवारण के बारे में बात कर रहे हैं यह परमाणु हथियारों के साथ दुश्मन की योजना को विफल करने की संभावना है इसलिए यह युद्ध को रोकने की एक रणनीति है परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों को कम करने या समाप्त करने के लिए एक अधिनियम है इसका उद्देश्य एक ऐसा विश्व बनाना है जो परमाणु हथियारों से मुक्त हो जिसमें किसी भी राज्य द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए इसलिए इसे परमाणुकरण के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि यहां देखने की कोशिश की जा सकती है इसके लिए दोनों देशों को समान रूप से शक्तिशाली होने और इस परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत होने की आवश्यकता हो सकती है और अन्यथा कोई परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए निर्णय ले सकता है जहां लेकिन दूसरा इसके लिए नहीं तो यह शक्ति की असमानता को जन्म दे सकता है इसलिए जब परमाणु निरस्त्रीकरण का निर्णय लिया जाता है तो यह उन देशों द्वारा सर्वसम्मति के रूप में होना चाहिए जो इसके लिए निर्णय लेते हैं हथियार नियंत्रण से तात्पर्य संभावित प्रतिकूलताओं के बीच बनी संधियों से है जो युद्ध की संभावना और गुंजाइश को कम करती हैं हथियार नियंत्रण से तात्पर्य संभावित प्रतिकूलताओं के बीच की गई संधियों से है जो युद्ध की संभावना और गुंजाइश को कम करती हैं आमतौर पर सैन्य क्षमताओं पर सीमाएं लगाती हैं इसलिए सभी निरस्त्रीकरण में हमेशा सैन्य बलों या हथियारों की कमी शामिल होती है हथियार नियंत्रण नहीं तो यह फिर से संभावित प्रतिकूलताओं के बीच की गई एक संधि है क्या हम निरस्त्रीकरण की बात कर सकते हैं यह पूर्ण निरस्त्रीकरण है हम किसी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं लेकिन जब हम नियंत्रण की बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सीमित उपयोग का है यह कुल उपयोग नहीं है बल्कि सीमित उपयोग है लेकिन इसके लिए भी संभावित विरोधियों के बीच कुछ समझौते की आवश्यकता है जब हम परमाणु हथियार नियंत्रण की बात करते हैं यह एक शब्द है जिसका उपयोग विकास उत्पादन स्टॉकिंग प्रसार और छोटे हथियारों के उपयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है पारंपरिक हथियार और सामूहिक विनाश के हथियार तो फिर परमाणु हथियारों नियंत्रण और परमाणु निरस्त्रीकरण के बीच अंतर क्या है अंतर यह है कि जब आप निरस्त्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जैसा है और यह ऐसा है जैसे कि आप इसे किसी भी रूप में फिर से उपयोग नहीं करने जा रहे हैं लेकिन जब आप परमाणु हथियारों के नियंत्रण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह प्रसार और उपयोग के विकास के उत्पादन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बारे में बात करता है इसलिए ऐसा लगता है कि यह सभी चार पांच चरणों से संबंधित है और यह छोटे हथियारों से संबंधित है पारंपरिक हथियार और सामूहिक विनाश के हथियार जब हम निरस्त्रीकरण की बात करते हैं तो यह पूर्ण होता है हम इस तरह से चलते हैं कि कोई परमाणु हथियार नहीं होगा इसलिए इसके आधार पर हम परमाणु नैतिकता के महत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं परमाणु नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है परमाणु दुर्घटनाओं के परिणाम स्मारक हो सकते हैं परमाणु रिएक्टरों की भूमिका का प्राथमिक ध्यान याद है तो देश के लोगों की सुरक्षा स्वास्थ्य और संपत्ति बड़े पैमाने पर है इसलिए जब हम दुर्घटनाओं की बात करते हैं और महान परिणाम इससे संबंधित होते हैं और परमाणु रिएक्टरों की भूमिका के बारे में अधिक महत्वपूर्ण है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा से समझौता न हो इसलिए मेल्टडाउन सामग्री के रिसाव के माध्यम से आसपास के समुदाय के लिए मौत और चोट का कारण बन सकते हैं परमाणु कचरे का निपटान एक और प्रमुख मुद्दा है परमाणु कचरा फिर से मानव और पशु जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए घातक हो सकता है तो हम इसका कैसे निपटारा कर रहे हैं क्योंकि यह कचरा जानवरों और मनुष्यों और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें भारी धन और संसाधन शामिल हैं अगर संसाधन शामिल हैं इसलिए यह सुनिश्चित करना इंजीनियरों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि संसाधन बर्बाद न हों इसलिए इन बातों के कारण क्योंकि हम समझते हैं कि मुख्य रूप से फोकस सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर है यह ध्यान में रखता है न केवल जानवरों न केवल मनुष्यों बल्कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण पर इसके प्रभाव या नकारात्मक परिणामों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मुद्दे इसलिए इंजीनियर है साथ ही परमाणु सुविधा संचालन संगठनों के लिए कार्य करना इसलिए अब हम विशेष रूप से परमाणु एजेंसियों में काम करने वाले लोगों के लिए एक आचार संहिता पर चर्चा करने जा रहे हैं निर्णय लेने के लिए एक रूढ़िवादी जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपना रहे हैं इसलिए निर्णय लेने के लिए एक रूढ़िवादी जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएं यह क्यों आवश्यक है क्यों हमें रूढ़िवादी जोखिम आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि यदि हम कोई त्रुटि कर रहे हैं और यदि आप गलत निर्णय ले रहे हैं यदि आप निर्णय लेने में आकस्मिक हैं यदि आप बिना किसी जाँच पड़ताल के हमारे निर्णय पर पहुँच रहे हैं तो कुछ नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज़ करने से परिणाम सामने आ सकते हैं और हमें परिणाम कहना जल्दबाज़ी होगी फिर कोई भी गलती जो किसी को पता न चले याद रखें यह विनाशकारी हो सकता है न केवल मानव जाति के लिए बल्कि प्रकृति जानवरों दुनिया के लिए भी इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए लोगों को निर्णय लेने के लिए एक रूढ़िवादी जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जहां उन्हें अपने द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखना होगा इसलिए सुरक्षा को किसी भी व्यावसायिक लाभ से पहले लोगों को रखना पड़ता है यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी प्रतिक्रिया अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का स्वामित्व लें सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी विचारों को फिर व्यावसायिक प्रथाओं में एकीकृत करने की आवश्यकता है हम सुरक्षा और पर्यावरण पर विचार किए बिना कोई व्यवसाय नहीं कर सकते यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बोर्ड और परिचालन स्तर के प्रबंधकों के बीच संचार के लिए एक प्रभावी तंत्र है जिसका उपयोग सुरक्षा और पर्यावरणीय जोखिमों पर विचार करने के साथ बोर्ड स्तर पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है कभी कभी उन लोगों के साथ क्या होता है जो मैदान पर या दुकान के फर्श पर काम कर रहे होते हैं उन्हें समस्या का पता बहुत ही जटिल तरीके से चलता है जो बहुत ही गंभीर मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुत मुश्किल है और बोर्ड स्तर पर रणनीतिक निर्णय लेने वाले लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है इसलिए बोर्ड को प्रोत्साहित करती है और इस जानकारी का उपयोग संगठन को लगातार सुधारने के लिए करती है ऐसा नहीं है कि आपने जाँच नहीं की है यह आपकी गलती है या आपको यह करना चाहिए था तो वहाँ यह है इस प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए तो इस दोष मुक्त वातावरण में पूर्ण रिपोर्टिंग से मदद मिलेगी और एक अनैतिक अभ्यास के लिए कहा जाएगा ताकि लोग उन घटनाओं से सीख सकें जिन्हें लोग समझ सकते हैं कि जहां वे गलत हुए और आत्म सुधार के लिए गए और अगली बार प्रदर्शन में सुधार किया इसलिए खुले तौर पर अन्य उद्योग संचालन संगठनों के साथ ऑपरेटिंग और वाणिज्यिक गोपनीयता का सम्मान करने सहित अन्य के लिए अनुभवों का प्रभावी उपयोग करें इसलिए हमें दूसरों से सीखने के लिए खुला होना चाहिए अन्य संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना चाहिए और यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कहां पीछे हैं और यह सुधारने की कोशिश करें कि क्या मुद्दे उद्देश्यपूर्ण रूप से भाग लेते हैं और ईमानदारी से स्थानीय राष्ट्रीय और वैश्विक चर्चाओं में और ऊर्जा आपूर्ति निर्णयों के बारे में नीति निर्धारण प्रक्रियाएं इसलिए उन्हें नीति निर्धारण पर स्थानीय राष्ट्रीय और वैश्विक चर्चा में भाग लेने की आवश्यकता होती है और ऊर्जा आपूर्ति के फैसले के बारे में निर्णय ले सकते हैं जैसा कि हम समझते हैं बहुत सारे पैसे का लेन देन किया जा रहा है और इसमें परीक्षण के लिए बहुत बड़ा पैसा शामिल है और शायद खरीद के लिए रिश्वत और भ्रष्टाचार जैसे सवाल हैं और इसीलिए यह कहा गया है कि रिश्वत और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर या संगठन के किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाता है तो यह किसी भी स्तर पर और संगठन के किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाता है इसलिए यह बहुत सख्त बात है कि स्व हित संगठनों के हितों यहां तक कि बड़े देशों के हितों के साथ संघर्ष में नहीं आते हैं सामग्री प्रौद्योगिकी और परमाणु गतिविधियों की जानकारी अवैध रूप से बेची या वितरित नहीं की जाती है या किसी अन्य तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जाता है एक अच्छे पड़ोसी और स्थानीय समुदाय के सहायक के रूप में उन्हें अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी जाती है इसलिए अगर इन्हें कहा जाता है तो ये सक्रिय उपाय हैं तो स्थानीय समुदाय का एक अच्छा पड़ोसी और समर्थक होना इसलिए उन्हें फिर से विज्ञापन देना जिसमें उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा और उनके स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय किए जाने की सलाह देना शामिल है इसलिए ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके बारे में परमाणु नैतिकता की बात की जाती है और उन एजेंसियों की विशेष आवश्यकताएं हैं जो परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और इसलिए यह उपयोगकर्ताओं की सामुदायिक सुरक्षा और कैसे सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है बड़े पैमाने पर पर्यावरण के लिए अब हम परमाणु इंजीनियरों निर्माण या संचालन प्रथाओं की पहचान करने के लिए परमाणु सुविधा संचालन की निगरानी करें यह परीक्षण करने के लिए उपयोग करें कि क्या परमाणु ईंधन को पुनः प्राप्त करने के लिए परमाणु सामग्री का उपयोग करने के तरीके या परमाणु कचरे को निपटाने के लिए स्वीकार्य हैं सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं या आपात स्थिति में संयंत्र को बंद करने का आदेश देते हैं परमाणु दुर्घटनाओं की जांच करें और डेटा के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है हमारे पास क्या है या हमारे पास मौजूद उत्पाद हैं कोई स्पष्ट उपकरण बना रहे हैं आदि इसलिए सामान्य ड्यूटी इंजीनियर और स्थायी निगरानी करते हैं और फिर परीक्षण के लिए और हमारे सुधारात्मक कार्यों के बाद प्रयोग करते हैं जैसे कि कुछ गलत हो सकता है या जैसा कि यह आपात स्थिति में योजना के बंद होने की बात कर सकता है हम यहां जो देखते हैं उसे देखें जो आपको यहां महसूस हो सकता है प्रभावित पक्षों की सुरक्षा और सुरक्षा है लाभार्थियों और पर्यावरण पर बड़े दीर्घकालिक प्रभाव प्रमुख चिंताएं हैं वहां रहने की जरूरत है वे लोगों के दिमाग में निर्णय लेने जा रहे हैं और इस आधार पर कि परमाणु उपकरणों से संबंधित हर महत्वपूर्ण चरण में उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए इसलिए हम परमाणु हथियार परीक्षण के संबंध में परमाणु इंजीनियरों और परीक्षण यह सुनिश्चित करना कि पूरी गोपनीयता बनी रहे और कोई भी जानकारी लीक न हो जिससे देश की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हो यह एक तरह से गोपनीयता का नियम है इस तरह से परीक्षणों को लागू करना ताकि यह मानव जाति के साथ साथ आसपास के जीवन में पशु जीवन को बाधित न करे इसका तात्पर्य यह है कि कई एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए जैसे परीक्षण उन सीमाओं में किया जाना चाहिए जो घने और यहां तक कि आबादी वाले क्षेत्रों से दूर हैं परीक्षण करते समय इंजीनियरों द्वारा सभी खामियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए ताकि ये गलतियां दोहराई न जाएं क्योंकि ये मानव जाति के लिए बहुत घातक हो सकती हैं परमाणु कचरे का निपटान किया जा सकता है इस प्रकार यह हमारे पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है इसलिए पर्यावरण यहां एक प्रमुख चिंता का विषय है और हमें यह देखने की जरूरत है कि कचरे के निपटान इस तरह से किया जाता है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा अगले सत्र में हम नैतिक नीतियों के निर्माण के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और हम परमाणु नीतियों से कैसे निपटेंगे इसकी क्या भूमिका है कि हम उपयोगितावाद और के दृष्टिकोण से परमाणु निरोध को कैसे देख सकते हैं अधिकार और कर्तव्य परिप्रेक्ष्य और कुछ मामलों के आधार पर पूरे परिदृश्य का मूल्यांकन करते हैं धन्यवाद